अब मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के निर्धारण करने के तरीके पर चर्चा करने जा रहा हूं रोबोटिक लिंक की लम्बाई l के बराबर है और इसमें त्रिज्या r के साथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है यहाँ मैं केवल एक छोटे से कंपोनेंट से संलग्न है आइये अब हम इस छोटे से कंपोनेंट पर विचार करते हैं यह r विशेष रूप से शामिल कोण है इसलिए चाप है यह चाप के अलावा dr है इसलिए इस भाग का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र छायांकित भाग है लेकिन को से गुणा किया जाता है इसलिए dv के मान को निर्धारित करने के लिएए इस क्षेत्र को dx से गुणा किया जाता है यदि मुझे डिफरेंशियल मास ज्ञात करना है तो यह dm होगा लेकिन यदि आपका rho r है तो यह dr dx आता है इसलिए इस छोटे अव्यव का डिफरेंशियल मास होगा आइए अब हम इनरशिया को ज्ञात करने का प्रयास करें लेकिन उससे पहले इस विशेष z और y को लिखते है इस विशेष एक्सप्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं यह डिफरेंशियल मास है जैसा कि मैंने बताया है है जहां घनत्व है xx का जड़त्वाघूर्ण अर्थात् I xx t है तथा y2z2z है इसलिए है और यह विशेष dm है अब हम इंटीग्रेशन सीमा को ज्ञात करेगें चूंकि का मान 0 से तक r का मान 0 से r तक तथा x का मान 1 से 0 तक भिन्न भिन्न होता है आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि इस x के लिए सीमा तय करने का तरीका क्या होगा अब यहाँ हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का मूल मिल गया है इसलिए 1 से 0 x की सीमा है इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा जहाँ m विशेष द्रव्यमान का एक सकूर्लर क्रॉस सेक्शन वाला द्रव्यमान है अब इस द्रव्यमान m का निर्धारण को से गुणा करके किया जा सकता है अर्थात् घनत्व इसलिए xx का इनरशिया है यदि YY का इनरशिया है इसलिए के स्थान पर और dm के स्थान पर रखते है यदि हम इस विशेष इंटीग्रेशन है अर्थात् इसलिए इसका अनुसरण करते हुए हर्म ZZ के इनरशिया को ज्ञात कर सकते है ZZ के इनरशिया तथा ⇒ और यदि हम इस विशेष इंटीग्रेशन को हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा इस प्रकार ZZ के इनरशिया है जड़त्व गुणक I XY अब यहाँ y and dm ये इंटीग्रेशन हल को करते हैं तो I XY 0 हो जाएगा इस प्रकार की विधि से हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि I YZ क्या है I YZ आपका है और यदि हम इंटीग्रेशन को हल करते हैंए तो I YZ 0 होगा इसी प्रकार हम जड़त्व गुणक को भी ज्ञात किया जा सकता हैए जो कि I ZX यदि हम इस विशेष इंटीग्रेशन को हल करते हैं तो I ZX 0 ज्ञात कर सकते है अब यहां हमें इनरशिया का विशेष गुणक प्राप्त हुआ अब यदि इसे हल करते है तो प्राप्त होगा तब n 0 0 इसलिएए मास केंद्र अर्थात् X i bar Y i bar Z i l 2 0 0 इसलिए इस विशेष लिंक के साथ यह इनरशिया टेंसेर है जिसे J i द्वारा दर्शाया गया है यह के बराबर हो जाएगा अबए यदि हम स्लेन्डर लिंक पर विचार करते है जहां l r की तुलना में बहुत बड़ा है तो इस स्थिति में यह होगा इसलिए इसे निग्लेक्ट किया जा सकता है जब यह 0 होगा तब 0 होगा इसलिए यह इनरशिया टेंसेर होगा रोबोटिक लिंक के लिए इनरशिया टेंसेर अनुभाग वाले हैं अब तक हमने आयताकार क्रॉस सेक्शन भिन्न होगा उदाहरण के लिए यदि हम एक रोबोटिक लिंक विचार करें तो यहां हम एक क्रॉस सेक्शन की लंबाई के साथ भिन्न होता है इसलिए इनरशिया टेंसेर क्या होना चाहिए अतः यह तरीका वास्तव में हमे रोबोटिक लिंक के लिए तन्यता को ज्ञात कर सकता है जब हम एक बार इनरशिया टेंसेर निर्धारित करने की स्थिति में होते हैं वास्तव में हम लैग्रेंज यूलर फॉर्मूलेशन है इसका समीकरण कुछ इस तरह है अब मैं अलग अलग पदो को परिभाषित करने जा रहा हूँ इसलिए यहाँ t समय तथा L एक रोबोटिक प्रणाली के लेग्रैनिजेन है तो लिंक ऑफसेट अर्थात di है q i का पहला व्युत्पन्न q i है और tau i सामान्यीकृत बल है यदि यह एक रोटरी संयुक्त है और यदि यह है एक रैखिक संयुक्त है तो यह सामान्यीकृत बल है इसलिए हमारा उद्देश्य इस विशेष के लिए गणितीय एक्सप्रेशन का निर्धारण करना है अब हम देखते हैं इस विशेष के लिए गणितीय एक्सप्रेशन का निर्धारण कैसे किया जाता है अब इस गणितीय एक्सप्रेशन का यह विशेष अंतर लेग्रैनिजेन हैं मेरा पहला काम इस विशेष रोबोटिक्स प्रणाली के लेग्रैनिजेन को निर्धारित करना है आइये अब हम देखते हैं कि इस विशेष रोबोटिक सिस्टम के लेग्रैनिजेन को कैसे निर्धारित किया जाए हमें एक बार फिर से एक विशेष छोटे कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं यहां केवल द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूं और यदि मैं केवल एक विशेष बिंदु पर विचार करू तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सापेक्ष इस विशेष बिंदु को ज्ञात करने का प्रयत्न कर रहा हूं यहां 0 के सापेक्ष r i है और मैं इस i के सापेक्ष r i को ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए i के सापेक्ष r i X i Y i Z i है और 0 के सापेक्ष r i है लेकिन 0 के सापेक्ष T i को i के सापेक्ष r i से गुणा किया जाता है इसलिए 0 के सम्बन्ध में T i है लेकिन 0 के सापेक्ष T 1 तथा 1 के सापेक्ष T 2 के सापेक्ष व i 1 के सापेक्ष T i है यह विशेष T केवल ट्रांसफॉरमेशन मैट्रिक्स है अब एक बार फिर दोहराते है यह वास्तव में एक सकूर्लर लिंक है इसलिए i th कोऑर्डिनेट सिस्टम में यह विशेष स्थिति वेक्टर ज्ञात है अब मैं आधार निर्देशांक बिंदु के सापेक्ष r i को ज्ञात करने का प्रयत्न कर रहा हूं यह तरीका वास्तव में 0 के सापेक्ष r i का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अब वास्तव में मैं पूरे रोबोट कीकाइनेटिक एनर्जी होगी गतिज ऊर्जा के लिए एक्सप्रेशन होता है अब यहाँ वास्तव में हम सबसे पहले एक विशेष लिंक पर रखे हुए एक छोटे कंपोनेंट को ज्ञात करेंगे अब कण कीकाइनेटिक एनर्जी की स्थिति है और इस विशेष स्थिति के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष 0 के सापेक्ष V i है इसका अर्थ आधार निर्देशांक फ्रेम के सापेक्ष विशेष कण के वेग से है इस 0 के सापेक्ष r i को जैसा कि मैंने बताया था कि 0 के सापेक्ष T i को i के सापेक्ष r i से गुणा करके लिखा जा सकता है अब यह 0 के सापेक्ष T i है इसलिए इसे 0 के सापेक्ष T i के रूप में लिखा जा सकता है 0 के सापेक्ष T i को 1 के सापेक्ष T 2 से गुणा किया जाता है और अंतिम अवधि i - 1 के सापेक्ष T i है T ट्रांसफॉरमेशन मैट्रिक्स है अब समय के सापेक्ष व्युत्पन्न का ज्ञात करना होगा इसलिए 0 के सापेक्ष यह T i है इसलिए यदि मुझे समय के सापेक्ष व्युत्पन्न ज्ञात करना है तो पहले मुझे इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा अर्थात 0 dot के सापेक्ष T 1 का गुणा to1 के सापेक्ष T 2 करते है कुछ पद हैं और अंतिम पद i - 1 के सापेक्ष Ti है अगला पद 0 के सापेक्ष T 1 के समान होगा इसलिए यहाँ 0 के सापेक्ष T 1 फिर 1 के सापेक्ष T 2 और इसके बाद अंतिम पद i 1 के सापेक्ष T i आता है इसलिए i के सापेक्ष r i गुणा करते है तथा यह अंतिम पद जो कि 0 के सापेक्ष T 1और 1 के सापेक्ष T 2 होगा अंतिम पद i 1 dot के सापेक्ष T i का गुणा i plus के सापेक्ष r i तथा 0 के सापेक्ष T i से करते है यह विशेष रूप से i dot के सापेक्ष r i है यह एक दूसरा पद है यह वास्तव में एक अच्छा तरीका है हम इससे विशेष समय व्युत्पन्न को ज्ञात कर सकते हैं अब इस विशेष पद पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं i dot के सापेक्ष r i का अर्थ है कि एक रोबोट लिंक या दृढ़ लिंक से है अब यदि इस दृढ़ लिंक के एक विशेष बिंदु पर विचार करेए तो और हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्थिति i के सापेक्ष r i है समय के सापेक्ष इस विशेष स्थिति के परिवर्तन की दर 0 होगी क्योंकि यह एक दृढ लिंक है इस विशेष दृढ लिंक के लिए है यह विशेष पद 0 के बराबर है यहां मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि हम रोबोट लिंक को फ्लेक्सिबल रोबोट लिंक की तरह विचार करते हैं तो i dot के सापेक्ष r i 0 के बराबर होगा इसलिए यह एक फ्लेक्सिबल लिंक के लिए अशून्य हो जाएगा और हमारे पास फ्लेक्सिबल रोबोट पहले से है इस विशेष V i को 0 के सापेक्ष निर्धारित करना आसान नहीं है इसलिए हमें इसे विशेष से आपके फ्लेक्सिबल लिंक पर विचार करना होगा और यह विशेष पद अशून्य की मदद लेनी होगी इसलिए इस विशेष पद को विशेष शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है अब यदि हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैंए तो यह ddt है जो कि 0 के सापेक्ष समय T i का व्युत्पन्न है इसलिए यह ट्रांसफॉरमेशन मैट्रिक्स है अब 0 के सापेक्ष T i का ddt है अतः इसे q j से गुणा कर dqdt के सापेक्ष आंशिक व्युत्पन्न के रूप से लिखा जा सकता है अतः ddt का 0 के सापेक्ष T i है q j के सापेक्ष T i आंशिक व्युत्पन्न को dqdt से गुणा करते है इसे एक बार फिर से लिखते है अतः ddt का 0 के सापेक्ष ज् प है q j का 0 के सापेक्ष T i आंशिक व्युत्पन्न है जिसे dqdt से गुणा करते है इसलिए इस विशेष पद को इस विशेष रूप में लिखा गया है जो कि q j का 0 के सापेक्ष T i आंशिक व्युत्पन्न dqdt है हमें यह विशेष चीज t a मिली है जो कि i के सापेक्ष a r i है इस विशेष एक्सप्रेशन है अब यहाँ मैं सिर्फ एक और प्रतीक का उपयोग करने जा रहा हूँ जो कि 0 के सापेक्ष T i का आंशिक व्युत्पन्न q j है लेकिन U ij एक और प्रतीक है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं इसका अर्थ यह है कि 0 के सापेक्ष V i के रूप में लिखा जा सकता है जो कि 1 से i के बराबर है उसके बाद U ij आता है इसलिए U ijk को से फिर से गुणा किया जाता है यहाँ q k के सापेक्ष U ijk आंशिक व्युत्पन्न है इसलिए ये विशेष प्रतीक हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उपयोग कर रहे हैं अतः हम देखते हैं कि इस विशेष अर्थ को बहुत ही संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाए कण कीकाइनेटिक एनर्जी जिसका डिफरेंशियल द्रव्यमान है इस विशेष डिफरेंशियल द्रव्यमान का मास dm है एक विशिष्ट वेग है जिसके वेक्टर में 3 घटक होते हैं इसलिए इस विशेष वेग के 3 घटक x i y i और z i है छोटे कण के लिए डिफरेंशियल द्रव्यमान dm कीकाइनेटिक एनर्जी है यह V बार 0 के सापेक्ष V i और 0 ट्रेस के सापेक्ष V i है इसलिए यह एक 3 X 1 मैट्रिक्स है और मैं वास्तव में यहां ट्रेस के लिए x i dot y i dot लिख सकता हूं उसके बाद z i dot से गुणा करेगें मुझे पहली पंक्ति का पहला कॉलम यानी x i dot square फिर पहली पंक्ति का दूसरी कॉलम x i dot y i dot तथा उसके बाद z i dot x i dot प्राप्त हुआ है मुझे x i dot y i dot उसके बाद y i dot square उसके बाद y i dot z i dot उसके बाद zx यानी z i dot x i dot उसके बाद y i dot z i dot और फिर z i dot square प्राप्त हुआ है इसलिए इस तरह के 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ हैं अब यहां हम केवल विकर्ण कंपोनेंट इस विशेष मैट्रिक्स को ज्ञात करते हैं वास्तव में 0 के सापेक्ष इस विशेष V i का टेस 0 के सापेक्ष V i है इसलिए टेस हैं यह dKi 0 के सापेक्ष V i का हाफ ट्रेस है अब हम पहले से ही की व्युत्पत्ति कर चुके हैं यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 1 का योगफल i के बराबर है यह मैंने बहुत उद्देश्यपूर्वक किया है उदाहरण के लिए यदि मैं विचार करूं तो यह एक रोटरी संयुक्त है इसलिए मैं q a के स्थान पर θ a और q b के स्थान पर θ b लिखने जा रहा हूं यदि हम अंतिम एक्सप्रेशन देखे जिसे मैं व्युत्पन्न करने जा रहा हूं तो एक संभावना हो सकती हैं कि कुछ पद की तरह तथा कुछ पद की तरह से हो सकते है यदि मैं इस विशेष परिणाम के लिए अलग सीमा पर विचार नहीं करता हूं तो मैं इस विशेष रूप से के संयोजन को भूल सकता हूं यदि माना कि दोनोंए a 1 से i के बराबर और b 1 से i के बराबर हो तो यहां संभावना है कि प्राप्त हो जायेगा किसी विशेष स्थिति में प्राप्त होता हैए जहाँ a b के बराबर हो जाता हैं लेकिन केवल इस विशेष संभावना को बनाएं रखने के लिए इसलिए मैंने इन विशेष परिणामों के लिए दो अलग अलग श्रेणियां ली हैं यदि जब हम एक बार इस तरह से लिख लेते हैं तो हम इस विशेष प्रारूप को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं इसे इस विशेष प्रारूप में फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है इसलिएए इसे विशेष प्रारूप में पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है धन्यवाद